पिछली कक्षा में हमने एक आवेश पर आवेशों के संग्रह के कारण लगने वाले बल की गणना की थी और हमने अध्यारोपण के सिद्धांत का उपयोग किया था इस कक्षा में हम आवेशों के वितरण के कारण आवेश q पर लगने वाले बल की गणना करेंगे वितरण से मेरा अर्थ है कि यह किसी रेखा पर वितरित किया गया आवेश हो सकता है और इसे मैं आवेश प्रति इकाई लंबाई कहूंगा जो मुझे वितरण देगा कि आवेश किस पोसिशन पर निर्भर होता है और हो सकता है कि वह स्वतंत्र है आवेश किसी रिंग या डिस्क पर भी हो सकता है यहां मैं फिर से आवेश प्रति इकाई लंबाई λlength कहूंगा जिसे प्रायः लैम्ब्डा द्वारा निरूपित किया जाता है या आवेश प्रति इकाई क्षेत्रफल Chargearea σ या किसी आयतन में आवेश Chargevolume ρ जो आवेश घनत्व आवेश प्रति इकाई आयतन होगा इसे आवेश घनत्व के रूप में जाना जाता है इसे पृष्ठ आवेश घनत्व के रूप में जाना जाता है यह रेखीय आवेश घनत्व है तो आइए हम इन मामलों पर विचार करें शुरू करने के लिए आइए हम एक रेखीय आवेश को लेते हैं जो ऋणात्मक L by 2 से L by 2 तक फैला हुआ है जिससे कि मूल बिंदु इसका केंद्र बिंदु मूल बिंदु पर है इस दिशा को y मान लेते हैं और मैं मूल बिंदु से x दूरी पर रखे आवेश q पर लगने वाले बल की गणना करना चाहता हूं मैं रेखीय आवेश को अलग रंग से निरूपित करूंगा तो मुझे इसे लाल रंग द्वारा लिखने दीजिए निरूपित करने दीजिए यह एक रेखीय आवेश है और इस परिमाण को Lambda प्रति इकाई लंबाई मान लेते हैं फिर जैसा कि हमने आवेशों के संग्रह के मामले में किया था मुझे मूल बिंदु से y दूरी पर इस बिंदु पर dy लंबाई का एक छोटा घटक लेने दीजिए और आवेश q पर लगने वाले बल के x और y अवयव की गणना करने दीजिए इस मामले में इस घटक से आवेश की दूरी square root of x square plus y square होगी इसलिए कूलॉम के नियम के द्वारा आवेश q पर लगने वाला बल F सदिश lambda d y जो कि यहां इस घटक में आवेश है q over 4 pi Epsilon 0 1 over x square plus y square in the direction of x minus y y over x square plus y square raise to 1 half के बराबर होगा जहां यह सदिश जिसे मैंने यहां पर लिखा है आप जांच सकते हैं कि यह सदिश है और इसे परिमाण द्वारा विभाजित करने पर मुझे उस दिशा में इकाई सदिश मिलता है यह वास्तव में बल की दिशा है Fqλdy4π01x2y2xx yyx2y212 इसलिए F x को x अवयव द्वारा दिया जाता है जो कि q lambda over 4 pi Epsilon 0 x d y over x square plus y square raise to 3 by 2 है 3 by 2 इन दोनों पदों को जोडने से आता है और और इसका समाकलन ऋणात्मक L by 2 से L by 2 तक किया जाता है जो मुझे q lambda over 4 pi Epsilon 0 देगा x वहीं रहेगा मेरे पास केवल समाकलL by 2 d y over x square plus y square raised to the power 3 by 2 है आप y बराबर x tangent theta को स्थानापन्न करते हैं ताकि dy x secant square theta d theta बन जाए Fxqλ4π0 L2L2xdyx2y232qλx4π0 L2L2dyx2y232 yxtanθ dyxsec2θdθ और इसे समाकल में प्रतिस्थापित कीजिए और आपको F x मिलेगा जो कि q lambda x over 4 pi Epsilon 0 tan inverse minus L by 2 x to theta equals tan inverse L over 2 x x secant square theta d theta divided by x cubed secant cube theta के बराबर है मैं कुछ पदों को रद्द करूंगा यह x और यह x इसके साथ रद्द हो जाते हैं और मुझे केवल x देते हैं यह secant square theta divided by sec cube theta मुझे secant theta देता है जो ऊपर cosine theta बन जाता है और इसलिए यह समाकल q lambda over 4 pi Epsilon 0 tan inverse L over 2 x सामने की ओर ऋणात्मक चिह्न के साथ से tan inverse L over 2 x cos theta d theta तक बन जाता है और यह आपको तुरंत उत्तर देगा जो कि 2 q lambda over 4 pi Epsilon 0 है यहाँ यह x भी था तो यह x यहाँ sin of tan inverse L over 2 x वास्तव में बन जाता है मैं फिर से इस 2 को इसके साथ रद्द करता हूं और आपको 2 मिलता है ताकि 2 q lambda over 2 pi Epsilon 0 1 over x प्राप्त हो sin of tan inverse L over 2 x L divided by square root of L square plus 4 x square के बराबर बन जाता है जो कि F x का उत्तर है Fxqλx4π0tan 1tan 1xsec2θdθx3sec3qλ4π0xtan 1tan 1cosθdθqλ2π0xLL24x2 y अवयव के बारे में क्या y अवयव F y होगा जो कि q lambda के बराबर है आप जांच सकते हैं कि मैं पिछली स्लाइड से व्यंजक लिख रहा हूं x की जगह 4 pi Epsilon 0 क्योंकि अब मैं y दिशा में एक अवयव लूँगा इसलिए मेरे पास minus y d y over x square plus y square raise to 3 by 2 होगा और यह ऋणात्मक L by 2 से L by 2 तक होगा आप देख सकते हैं कि यह y में एक विषम समाकल है और इसलिए यह वस्तु गायब हो जाती है Fy qλ4π0 L2L2ydyx2y2320 इसलिए रेखीय आवेश के मध्य से गुजरने वाली रेखा पर इससे x दूरी पर आवेश q पर लगने वाला बल केवल x दिशा में है और इसका मान F x है जो कि q lambda over 2 pi Epsilon 0 x L over square root of L square plus 4 x square के बराबर हैl जैसे जैसे L अनंत की ओर अग्रसर होता है इसका अर्थ है कि रेखा अनंत लंबाई की हो जाती है आप देख सकते हैं कि F x q lambda over 2 pi Epsilon 0 l over x पर जाता है जो एक प्रसिद्ध परिणाम है Fxqλ2π0x आइए हम उदाहरण 2 को लेते हैं दूसरे उदाहरण के लिए मैं लूँगा मुझे उदाहरण 2 लिखने दीजिए मैं एक आवेश युक्त रिंग लूंगा जिस पर फिर से प्रति इकाई लंबाई lambda आवेश है और रिंग से h दूरी पर रखे आवेश q पर लगने वाले बल की गणना करुंगा अब आप देखते हैं कि इस रेखीय आवेश का प्रत्येक घटक इस पर बल लगाएगा आइए हम विपरीत दिशा में दो विशेष घटकों को लेते हैं और मैं इसे एक उद्देश्य के लिए कर रहा हूं यदि मैं इस घटक के कारण लगने वाले बल को देखता हूं तो वह इस तरफ इंगित कर रहा है और अगर मैं इस घटक के कारण बल को लेता हूं जो इस तरफ इंगित करता है सभी दूरियां यह दूरी मान लीजिए कि यह त्रिज्या R है यह दूरी h square plus R square होगी इसी तरह यह दूरी h square plus R square होगी इसलिए बलों के परिमाण समान हैं और समरूपता से आप देख सकते हैं कि वे क्षैतिज अवयव हैं जो विपरीत दिशाओं में होंगे और वे रद्द हो जाएंगे और केवल ऊर्ध्वाधर अवयव है जो बच जाएगा इसलिए मैं जो कर सकता हूं वह यह है कि प्रत्येक घटक के लिए मैं ऊर्ध्वाधर अवयव को लेकर जोड़ सकता हूं आइए देखते हैं कि ऊर्ध्वाधर घटक क्या होगा तो लम्बाई dl के इस छोटे से घटक के कारण बल का ऊर्ध्वाधर अवयव आवेश q पर होगा इस आवेश के कारण lambda dl 4 pi Epsilon 0 बल के परिमाण और 1 over h square plus r square के गुणनफल के बराबर होगा अब मैं इस ऊर्ध्वाधर अवयव को लेता हूं इसलिए यदि यह मुझे इस ऊंचाई को मिटाने दीजिए तो अब यह स्पष्ट है कि यह क्या है यदि यह कोण theta है तो यह कोण है और इसलिए ऊर्ध्वाधर अवयव F cosine of theta होगा जिसको इस त्रिकोण द्वारा आप देख सकते हैं कि यह और कुछ नहीं बल्कि h का इस दूरी द्वारा विभाजन है तो यह q lambda over 4 pi Epsilon 0 h divided by square root of h square plus r square होगा जो मुझे h square plus R square raise to 3 by 2 देगा और एक dl है अब यदि मैं इस बल का समाकलन करता हूं तो यह मुझे कुल बल देता है इस समाकलन में सभी राशियां q lambda इस प्रकार ये सभी नियत हैं तो केवल dl पर समाकलन होता है और dl का समाकलन वास्तव में रिंग की लंबाई है जो कि 2 pi R है Fqλdl4π01h2R2 Fcosθqλ4π0hh2R232dl dl2πR और इसलिए कुल बल का उत्तर केवल ऊर्ध्वाधर दिशा में निकलता है जो कि 2 pi q lambda h R over 4 pi Epsilon 0 h square plus R square raise to 3 by 2 के बराबर होगा आप वास्तव में देख सकते हैं कि 2 pi R लंबाई और lambda का गुणनफल है यह रिंग पर कुल आवेश होगा तो मैं इसको रिंग पर कुल आवेश गुणा Q times h divided by 4 pi Epsilon 0 h square plus R square raise to 3 by 2 के रूप में भी लिख सकता हूं Fvertical2πqλhR4π0h2R232Qqh4π0h2R232 ध्यान दीजिए मैं इसे स्क्रीन के बाईं ओर लिख रहा हूं जिसमें h 0 की ओर अग्रसर होता है या वह 0 बन जाता है बल 0 है जो समझ में आता है क्योंकि आवेश बिल्कुल यहीं है सभी बल चारों ओर से धक्का दे रहे हैं आवेश को बराबर मात्रा में धक्का दे रहे हैं तो यह उत्तर है मैं अब डिस्क की धुरी पर आवेश q पर बल की गणना करने के लिए इस परिणाम का उपयोग कर सकता हूं और यह मेरा उदाहरण संख्या 3 देगा उदाहरण संख्या 3 में मैं इस डिस्क को लूंगा और धुरी पर ऊंचाई h पर एक आवेश रखूंगा मैं पिछले उदाहरण के परिणाम का उपयोग करने जा रहा हूं पिछले उदाहरण में हमने जो देखा वह यह है कि आवेश पर लगने वाला बल ऊर्ध्वाधर दिशा में है उसका परिमाण Q q over 4 pi epsilon 0 h over h square plus R square raise to 3 by 2 के रूप में दिया गया है मैं जो अब करने जा रहा हूं वह यह है कि इस संपूर्ण डिस्क को छोटे छल्लो में विभाजित करूंगा तो आइए हम त्रिज्या R का एक रिंग लेते हैं इसलिए मैं त्रिज्या R चौड़ाई dr का एक रिंग ले रहा हूं और यदि डिस्क पर प्रति इकाई का क्षेत्रफल पर sigma आवेश होता है तो इस रिंग पर आवेश Q होगा या आइए हम कहते हैं कि छोटा अवकल आवेश dQ जो sigma times 2 pi r dr होगा 2 pi r d इस रिंग का क्षेत्रफल है और इसलिए इस छोटे से रिंग के कारण लगने वाला बल या आइए हम लिखते हैं कि अवकल बल d Q जो कि sigma times 2 pi है Q over 4 pi Epsilon 0 h over h square होगा और अब मैं छोटा r square raise to 3 by 2 लिखूंगा और r dr है जो कि यह पद है जिसे मैंने यहां समाकलन की सुविधा के लिए लिखा है FQq4π0hh2R232 dFringσ2πqh rdr4π0h2R232 तो इसलिए कुल बल जो फिर से ऊर्ध्वाधर होगा वह 2 pi sigma q over 4 pi Epsilon 0 h integration r varies from 0 to capital R r dr over h square plus r square raise to 3 by 2 होगा और अब यदि मैं प्रतिस्थापन करता हूं h square plus r square कहिए कि y वर्ग के बराबर होता है Fvertical2πσqh4π00Rrdrh2r232 h2r2y2 rdrydy तो r d r y d y है मुझे ऊर्ध्वाधर बल 2 pi sigma q over 4 pi Epsilon 0 समाकलन मिलता है यह y dy over y cubed का समाकलन h से square root of h square plus R square तक होगा यह मुझे y square देता है और मुझे 2 pi sigma q over 4 pi Epsilon 0 1 over y with a minus sign h square root of h square plus R square मिलता है और वह उत्तर यह आता है कि हम इस 2 को भी रद्द करते हैं sigma q over 2 Epsilon 0 1 over h minus 1 over h square plus R square square root और यह ऊर्ध्वाधर दिशा में होगा Fvertical2πσqh4π0hh2R2ydyy3σqh201h 1h2R2 ध्यान दीजिए यदि R अनन्त की ओर अग्रसर होता है तो यह बल sigma q over 2 pi Epsilon 0 होता है यदि मैं पिछले पृष्ठ पर जाता हूं तो वहां पर यह h नहीं था जो मुझसे छूट गया तो यहां बाहर 1 h होगा Fσq2π0 अगला पृष्ठ यहाँ बाहर एक h होगा मुझे इसे अलग रंग द्वारा दिखाने दीजिए गलती जो गलती मैंने यहां की वह h यहाँ बाहर है यहाँ बाहर h और इसलिए लगने वाला बल sigma q upon 2 pi Epsilon 0 बन जाता है और वही उत्तर है तो मैंने तीन उदाहरणों को आवेश वितरण के कारण लगने वाले बलों के सरल उदाहरणों को हल किया हैं